सेल संस्कृति के व्याख्यान श्रृंखला 27 में आपका स्वागत है I पिछले व्याख्यान में हमने MYELINATION तक समाप्त किया था I सबसे पहले हम यह समझेंगे की MYELINATION की प्रक्रिया पेरिफेरल प्रणाली अथवा केंद्रीय प्रणाली में कैसे होती है और वह एक दूसरे से अलग कैसे हैं I तो अगर आप केंद्रीय तंत्र तंत्रिका के मुकाबले पेरिफेरल न्यूरॉन को कल्चर करते हैं तो आपको एक अलग प्रतिमान का पालन करना होगा I हम 6 सप्ताह के व्याख्यान संख्या 2 पर हैं I जब आप पेरिफेरल न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं जिस तरह से न्यूरॉन के बनने पर MYELINATION की प्रक्रिया होती है तथा पियानो जैसे दिखने वाले SCHWANN CELLSMYELINATION की प्रक्रिया की वजह से एग्जाम तथा डेंड्राइड के समीप आ जाते हैं I SCHWANN CELLS एक तरह के GLIAL कोशिकाएं हैं जोकि MYELINATION की प्रक्रिया में शामिल होती है Iअब इसके आगे वह क्या करेंगे

दुर्भाग्यवश भ्रूण विकास हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता इस वजह से हमें किसी दूसरे जानवर या किसी अन्य समूह की जानवर पर निर्भर रहना होगा I तो अब SCHWANN कोशिकाओं के लिए हमें दूसरे स्रोत की तलाश करनी है I तो जब आपको एक बार SCHWANN कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वह इस प्रकार की दिखती है I जब आप SCHWANN कोशिकाओं के बारे में जिक्र करते हैं तो एक बहुत दिलचस्प एहसास होता है I यह विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं जोकि एक GLIAL कोशिकाओं का एक प्रकार है जबकि न्यूरॉन जो व्यवहार कर रहे हैं वह गैर विभाजित स्थिति को दर्शाता हैं I यदि आप एक गैर विभाजित कोशिकाओं को एक कल्चर में विभाजित करने वाली कोशिकाओं के साथ रखते हैं और यह सुनिश्चित किए बिना की विभाजित करने वाली कोशिकाएं गैर विभाजित कोशिकाओं को संख्या में पछाड़ देंगे और इतनी अधिक हो जाएंगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे I इतना ही नहीं आप गैर विभाजित कोशिकाओं को पता लगाने में भी असमर्थ होंगे I तो समस्या को कैसे लक्षित करें